पेटेंट के लिए कौन आवेदन कर सकता है जैसा कि हमने बताया आविष्कारक वह व्यक्ति है जो आविष्कार बनाता है और वह व्यक्ति है जो पेटेंट के लिए आवेदन करने का हकदार है अधिनियम आविष्कार के सही और पहले आविष्कारक शब्द का उपयोग करता है अब यह प्राकृतिक व्यक्ति या तो एक व्यक्ति या लोगों का एक समूह हो सकता है या यह उन लोगों की टीम भी हो सकती है जो एक साथ बनाते हैं लेकिन विभिन्न स्थानों में काम कर रहे हैं इसलिए हम एक सच्चे और पहले आविष्कारक को देख रहे हैं जो विभिन्न स्थानों से काम करने वाले लोगों की एक टीम हो सकती है और वे सभी आविष्कारक के रूप में एक साथ दिखाए जाते हैं तो उनके नाम एक आविष्कारक के रूप में पेटेंट आवेदन में दर्ज किए जाते हैं अब एक सच्चे और पहले आविष्कारक पेटेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं एक पेटेंट भी एक assignee या सच्चे और पहले आविष्कारक द्वारा लागू किया जा सकता है अब सच्चा और पहला आविष्कारक आविष्कार कर सकता है वह इसे किसी अन्य व्यक्ति को सौंप सकता है अब आप असाइनमेंट को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में समझते हैं जो आविष्कार को लेता है और इसे फाइल करता है और पेटेंट कार्यालय में मुकदमा चलाता है ज्यादातर मामलों में कर्मचारी जो किसी संगठन के लिए काम करते हैं वे कहते हैं कि एक कंपनी या एक शोध संगठन आविष्कार का मालिक नहीं है उनके रोजगार की शर्तें कहेंगी कि आविष्कार का स्वामित्व उस संगठन के पास होगा जो उन्हें कर्मचारी बनाता है इसलिए जब एक कर्मचारी एक आविष्कार के साथ आता है तो कर्मचारी आविष्कारक के नाम के रूप में आंकड़े का नाम देते हैं जबकि आवेदक वह कंपनी या संगठन ही होगी जहां कर्मचारी काम करता है तो आप दो अलग अलग संपत्ति देख सकते हैं जो लोग पेटेंट के संबंध में कर्मचारी हैं एक में आपको एक आविष्कारक के रूप में दिखाया गया है जो कर्मचारी हो सकता है और आवेदक के रूप में खुद की स्थिति है जो व्यक्ति जो पेटेंट का मालिक है जो पेटेंट फाइल करता है पेटेंट को प्राप्त करने के लिए सभी खर्चों का ध्यान रखता है और जो अंततः पेटेंट को नवीनीकृत करता है और इसे जीवित रखता है ऐसे मामले में जहां आविष्कारक स्वयं आवेदक है तो इसमें कोई असाइनमेंट शामिल नहीं होती है क्योंकि आविष्कारक ही आवेदक बन गया है ऐसे मामलों में जहां आविष्कारक आवेदक नहीं है असाइनमेंट की आवश्यकता है असाइनमेंट वह रास्ता है जिसके द्वारा आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक एक आविष्कार को कानूनी रूप से पास कर सकते हैं एक आविष्कार का स्वामित्व किसी अन्य संस्था या किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाता है आमतौर पर रोजगार की शर्तें कहती हैं कि कर्मचारी यह बताएगा कि रोजगार के दौरान उनके द्वारा किए गए किसी भी आविष्कार में उनके काम का एक हिस्सा शामिल हैजो नियोक्ता को सौंपा जाए तो एक असाइनमेंट एक रोजगार अनुबंध के माध्यम से हो सकता है या वे असाइनमेंट का एक विशिष्ट दस्तावेज हो सकता है इसलिए इस कानून को अधिकार के प्रमाण के रूप में संदर्भित किया जाना चाहिए यदि आप एक आवेदक है तो आपको यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता है कि आप किस प्रमाण के साथ आवेदक की स्थिति का दावा कर रहे हैं यदि आप आविष्कारक हैं तो अधिकार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आविष्कारक खुद ही आविष्कार के साथ आया था यदि आप आविष्कारक नहीं हैं तो आपको अधिकार का प्रमाण चाहिए अधिकार का प्रमाण एक असाइनमेंट डीड हो सकता है जिसमें आविष्कारक assignee को आविष्कार प्रदान करता है तो एक आवेदक सच्चा या पहला आविष्कारक हो सकता है या यह कार्य करने वाला हो सकता है या यह सच्चे या सच्चे और पहले आविष्कारक या कार्य करने वाले का कानूनी प्रतिनिधि भी हो सकता है यदि आप सच्चे और पहले आविष्कारक हैतो पेटेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं यदि सच्चा और पहला आविष्कारक आवेदक नहीं है तो वह व्यक्ति जिसे आविष्कार सौंपा गया है आवेदक बन जाता है फिर आपके पास तीसरी श्रेणी है किसी भी मृत व्यक्ति का कानूनी प्रतिनिधि कोई भी मृत व्यक्ति जो सच्चा और पहला आविष्कारक था या जो एक नियोजक था अब ये तीन श्रेणियां केवल यह कहती हैं कि कौन आवेदन कर सकता है कोई व्यक्ति किस क्षमता में आवेदन कर सकता है पेटेंट दर्ज करने और मुकदमा चलाने के लिए आपको पेटेंट एजेंट नामक एक विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है पेटेंट एजेंट वे लोग हैं जिनके पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी की पृष्ठभूमि की डिग्री है और जिन्होंने केंद्र सरकार द्वारा आयोजित पेटेंट एजेंट परीक्षा पास की है पेटेंट एजेंट परीक्षा पेटेंट कानून में दक्षता का परीक्षण करता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि परीक्षा को पास करने वाले लोग पेटेंट कार्यालय से पहले पेटेंट का मसौदा तैयार कर सकते हैं और दायर कर सकते हैं इसलिए पेटेंट को फाइल करने के लिए और एक आवेदकऔर आवेदन के संबंध में पेटेंट कार्यालय द्वारा उठाए गए आपत्तियों का जवाब देने के लिए आपको एक पेटेंट एजेंट होने की आवश्यकता है एक पंजीकृत पेटेंट एजेंट जहां पेटेंट कार्यालय पेटेंट एजेंट की भूमिका रखता है ऐसे लोग जिन्होंने परीक्षा पास की है और जो अपने पंजीकरण को नवीनीकृत करते हैं यह भूमिका पेटेंट कार्यालय द्वारा रखी गई है ऐसा नहीं है कि एक आविष्कारक सीधे पेटेंट कार्यालय से निपट नहीं सकता है एक आवेदक के रूप में आप सीधे पेटेंट कार्यालय से निपट सकते हैं लेकिन पसंदीदा मार्ग एक पेटेंट एजेंट के माध्यम से है पेटेंट एजेंट को संलग्न करने के लिए आपको एक प्राधिकरण फाइल करना होगा एक विशेष form है जिसके द्वारा आप एक पेटेंट एजेंट को अधिकृत कर सकते हैं ताकि आप का प्रतिनिधित्व कर सकें बस आपको कानून की अदालत के समक्ष मामला दर्ज करने की आवश्यकता है तो आपको एक वकील को hire करने की आवश्यकता है आप वकालत दायर करके ऐसा करते हैं इसी तरह यहां आप ऐसा करते हैं आप या तो उसे एक पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं या आपके पास फॉर्म 26 है जिसे आप पेटेंट एजेंट को संलग्न करने के लिए उपयोग करते हैं तो पेटेंट एजेंट आविष्कारक या आवेदक और पेटेंट कार्यालय के बीच संपर्क का बिंदु होगा अब आपके पास एक प्रावधान भी है जहां आपको आविष्कारक का उल्लेख करने की आवश्यकता है भले ही आविष्कार का मालिक कोई भी हो तो यह प्रावधान एक आविष्कारक की क्षमता और एक आवेदक की क्षमता के बीच का अंतर लाता है एक आविष्कारक के रूप में आपको निरूपित होने का अधिकार है आपको एक आविष्कारक के रूप में उल्लेख करने का अधिकार है भले ही आप आविष्कार के मालिक हों कहते हैं एक संगठन में एक कर्मचारी एक आविष्कार के साथ आता है लेकिन आविष्कार कंपनी नियोक्ता को सौंपा जाता है और नियोक्ता आवेदक बन जाता है और पेटेंट फाइल करता है और अनुदान प्राप्त करता है आविष्कार से निकलने वाले प्रत्येक वाणिज्यिक लाभ का नियोक्ता द्वारा आनंद लिया जाता है कर्मचारी को एक हिस्सा नहीं दिया जाता है क्योंकि कर्मचारी को उस काम के लिए पहले से ही भुगतान किया गया था जो कर्मचारी ने किया था रोजगार की शर्तें इस आविष्कार के आने के लिए पहले से ही पारिश्रमिक को कवर करती हैं इस बात की परवाह किए बिना कि एक नियोक्ता इस आविष्कार से बाहर निकल जाएगा और यह तथ्य कि आविष्कार से निकलने वाले हर लाभ का पूरी तरह से नियोक्ता द्वारा आनंद लिया जाएगा नियोक्ता को अभी भी आविष्कारक के रूप में कर्मचारी को दिखाना होगा इसलिए एक आविष्कारक के रूप में उल्लिखित अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसका आविष्कारक आनंद लेता है इसलिए कोई भी व्यक्ति आविष्कारक के रूप में उल्लिखित व्यक्ति के अधिकार से विमुख नहीं कर सकता है लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपको एक आविष्कारक के रूप में उल्लेख करने का अधिकार है इसका मतलब यह नहीं है कि आप आविष्कार के मालिक हैं इसलिए जहाँ भी एक आविष्कार में एक आविष्कारक अधिकार प्रदान किया जाता है आविष्कारक के पास आविष्कारक के रूप में उल्लेख करने का अधिकार होगा तो यह एक लेखक के नैतिक अधिकार के समान है लेखक ने एक प्रकाशक को पुस्तक कॉपीराइट का काम सौंपा हो सकता हैऔर प्रकाशक पुस्तक का मालिक हो सकता है उसे इसकी कई प्रतियां बनाने का अधिकार है और यदि कोई असाइनमेंट है कॉपीराइट भी प्रकाशक के नाम पर होगा लेकिन स्वामित्व की परवाह किए बिना लेखक को लेखक के रूप में उल्लिखित होने का अधिकार है इसलिए इसे लेखक का नैतिक अधिकार कहा जाता है तो इसी तरह आविष्कारों के संबंध में आपके पास एक प्रावधान है जहां आविष्कारक खुद को आविष्कारक के रूप में उल्लेख कर सकता है